नमस्ते और सुरक्षा तंत्र अभियांत्रिकी के लिए इस व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हम अभिगम नियंत्रण प्रक्रिया को देख रहे थे विशेष रूप से हम विवेकाधीन अभिगम नियंत्रण को देख रहे थे और हमने यूनिक्स लिनक्स सिस्टम में भी तंत्र को देखा जहां विवेकाधीन अभिगम नियंत्रण तंत्र लागू किए जाते हैं अब विवेकाधीन अभिगम नियंत्रण तंत्र की कुछ कमियां हैं इस व्याख्यान में हम विवेकाधीन अभिगम नियंत्रण की खामी को देखेंगे और फिर एक मजबूत अभिगम नियंत्रण तंत्र को देखेंगे जो सूचना प्रवाह पर आधारित है तो इस व्याख्यान को विवेकाधीन अभिगम नियंत्रण की कमियों से शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से यह कहते है कि हमारे पास तीन विषय हैं A B और C और A एक फ़ाइल का स्वामी हैं और वह B को फ़ाइल पढ़ने का अभिगम प्रदान करता है पिछले व्याख्यान से हम जानते हैं कि यह किस प्रकार अभिगम नियंत्रण मैट्रिक्स के रूप में अल्पविकसित के रूप में संभव है अभिगम नियंत्रण मैट्रिक्स में अनिवार्य रूप से इस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट से संबंधित खाने में इसका स्वामित्व इसमें मौजूद होता है अब चूंकि सब्जेक्ट उस फ़ाइल का स्वामी है इसलिए वह किसी अन्य सब्जेक्ट B तक अभिगम फ़ाइल को पढ़ने के लिए प्रदान कर सकता है और यह B सब्जेक्ट और इस विशिष्ट फ़ाइल के अनुरूप खाने में पढ़ने की विशेषता प्रविष्ट करके किया जाता है अतः विवेकाधीन अभिगम नियंत्रण की अनुमति होगी कि B केवल फ़ाइल को पढ़ सकता है वह इस विशेष फ़ाइल पर लिख या निष्पादन या कोई अन्य संक्रिया नहीं कर सकता है आगे यह मानते हुए कि यह सब्जेक्ट B एकमात्र गैर स्वामी है जिसके पास इस विशेष फ़ाइल की पहुंच है इसका मतलब यह होगा कि उस विशेष प्रणाली में कोई भी फ़ाइल को पढ़ने में सक्षम नहीं होगा तो क्या विवेकाधीन अभिगम नियंत्रण जाँच नहीं करता है कि यह सब्जेक्ट B फ़ाइल की एक प्रतिलिपि बना सकता है और एक पूरी तरह से नई फ़ाइल बना सकता है और यह फ़ाइल तब अन्य विषयों पर पारित हो सकती है इस प्रकार हम देखते हैं कि वह फाइल जो सब्जेक्ट A द्वारा बनाई गई थी और जिसका उद्देश्य केवल सब्जेक्ट B द्वारा पढ़ा जाना था उस फ़ाइल की जानकारी C जैसे अन्य सब्जेक्टों से भी गुजरती है जिन्हें वास्तव में उस फ़ाइल से जानकारी नहीं मिली थी तो अनिवार्य रूप से विवेकाधीन पहुंच नीतियों का मुख्य दोष यह है कि यह सूचना प्रवाह से संबंधित नहीं है यह सब्जेक्ट B को इस विशेष फ़ाइल की सामग्री को किसी अन्य सब्जेक्ट पर प्रतिलिपि करने से रोकने के लिए जांच नहीं कर सकता है इस विशेष व्याख्यान में हम सूचना प्रवाह नीतियों के आधार पर अभिगम नियंत्रण के मजबूत रूप को देखते हैं इन नीतियों के साथ यह सब्जेक्ट B को किसी अन्य सब्जेक्ट की जानकारी पर अभिगम होने से रोक देगा विवेकाधीन पहुंच नीतियों के साथ एक अन्य समस्या ट्रोजन हॉर्स के साथ मुद्दा है निश्चित रूप से जब एक सब्जेक्ट B आप मान सकते हैं कि सब्जेक्ट B एक प्रणाली में चलने वाली प्रक्रिया है तो जब सब्जेक्ट B ट्रोजन हॉर्स से प्रभावित होता है तो ट्रोजन को सभी विषय विशेषाधिकार विरासत में मिलेगा सूचना प्रवाह नीतियों के साथ तंत्र में हर वस्तु एक विशिष्ट सुरक्षा वर्ग को सौंपी जाती है उदाहरण के लिए यहाँ हम तीन सुरक्षा वर्ग A B और C देखते हैं सुरक्षा वर्ग A में वह ऑब्जेक्ट जो निश्चित रूप से ये नीली वस्तुएं है ऑब्जेक्ट जो सुरक्षा वर्ग B पर हरे ऑब्जेक्ट और सुरक्षा वर्ग C में ऑब्जेक्ट ये पीले ऑब्जेक्ट हैं अब तंत्र जो प्रदान करेगा वह कुछ नियम हैं जो इन सुरक्षा वर्गों के बीच जानकारी को प्रवाहित करने की अनुमति देगा तो यह सूचना प्रवाह इस तिहरे सुरक्षा वर्ग द्वारा परिभाषित किया गया है प्रवाह ऑपरेटर जो कि यह तीर संकेत है और फिर ज्वाइन संबंध है इसलिए हम वास्तव में नियमों को परिभाषित कर सकते हैं कि सभी सुरक्षा वर्गों में जानकारी कैसे प्रवाहित होनी चाहिए उदाहरण के लिए अगर हम इस तरह का कुछ लिखते हैं B से A को बहता है तो इसका मतलब होगा कि B से सूचना A में प्रवाहित हो सकती है तो जानकारी B से इस सुरक्षा वर्ग A में जाती है इसी तरह हम भी कुछ ऐसा लिख सकते हैं जहाँ जानकारी C से B तक और जानकारी B से A को जाती है उसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करने का एक अन्य तरीका इस तथाकथित प्रभुत्व संबंध का उपयोग करके है इस धारणा में कि हम क्या कहते हैं कि A B पर हावी है और B Cपर हावी है ऐसा इसलिए है क्योंकि A B में मौजूद ओब्जेक्टों की सभी जानकारी प्राप्त कर सकता है और इसलिए A B पर हावी है आगे हम सुरक्षा वर्ग C में मौजूद सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसलिए B C पर हावी है आगे हम कुछ परिभाषित करते है जिसे ज्वाइन संबंध के रूप में जाना जाता है तो यह ज्वाइन सम्बन्ध परिभाषित करता है कि दो वर्गों की जानकारी को मिलाकर वैध जानकारी कैसे प्राप्त होती है मान लीजिए कि हम कहते हैं कि हम सुरक्षा वर्ग B में मौजूद एक विशेष ऑब्जेक्ट को लेते हैं और सुरक्षा वर्ग A में मौजूद एक अन्य ऑब्जेक्ट को लेते हैं मान लें कि हम वास्तव में एक तीसरी ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो इन दो ओब्जेक्टों पर आधारित है जो कि हरा ऑब्जेक्ट और नीला ऑब्जेक्ट है इसलिए इस तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए सुरक्षा संबंध परिभाषित होगा इसे कुछ उदाहरणों के साथ कहें तो सूचना प्रवाह का सबसे कठोर रूप लेगा और यह दिखाएगा कि हम किसी विशेष मामले को कैसे परिभाषित कर सकते हैं जहां कोई जानकारी वर्गों के बीच प्रवाहित नहीं हो सकती है तो यह उदाहरण यहाँ पर है और इस उदाहरण में हम जो देखते हैं वह यह है कि हम A1 से AN तक सुरक्षा वर्गों को परिभाषित करते हैं जहाँ A1 सबसे न्यूनतम सुरक्षा वर्ग है और AN उच्चतम सुरक्षा वर्ग है फिर हम यह परिभाषित करते हैं कि सूचना AI से AI तक प्रवाहित हो सकती है और कहीं नहीं तो ध्यान दें और हम सूचना प्रवाह को इस तरह से परिभाषित कर रहे हैं कि जानकारी केवल एक विशिष्ट वर्ग में ओब्जेक्टों के बीच ही प्रवाहित हो सकती है और विभिन्न सुरक्षा वर्गों में नहीं इसलिए हम भी इस तरह के जुड़ाव को परिभाषित करते हैं जहां AI AI के साथ जुड़ता है आपको AI में ही अन्य ऑब्जेक्ट देगा तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम एक निश्चित सुरक्षा वर्ग में दो ओब्जेक्टों को लेते हैं और हम दो ओब्जेक्टों को जोड़ते हैं तो यह एक तीसरे ऑब्जेक्ट को उसी सुरक्षा वर्ग बना देगा अब हम इस मजबूत धारणा को शांत करते हैं जहाँ हम वर्गों के बीच सूचना प्रवाह नहीं चाहते हैं हम एक और उदाहरण देखेंगे जहाँ हम केवल निम्न सुरक्षा वर्ग से उच्च सुरक्षा वर्ग में सूचना प्रवाह की अनुमति देते हैं और इसके विपरीत नहीं इसलिए इससे पहले कि हम सुरक्षा कक्षा A1 से AN तक निम्न से उच्च तक के बीच परिभाषित करें और निम्नानुसार प्रवाह संचालन को परिभाषित करता है J का A केवल I के A में प्रवाहित होता है यदि J I से कम या उसके बराबर है तो यह निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी तक सूचना प्रवाह की अनुमति देगा इसी प्रकार सम्मिलित संबंध को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है जब AI AJ के साथ जुड़ेगा तो आपको AI देगा जब आप एक उच्च सुरक्षा वर्ग के साथ निम्न सुरक्षा वर्ग की जानकारी में शामिल होते हैं तो शुद्ध परिणाम एक उच्च सुरक्षा वर्ग होता है इसलिए ध्यान दें कि इस उदाहरण के साथ हम जो प्राप्त कर रहे हैं वह केवल निम्न से उच्च तक सूचना प्रवाह है तो यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं कि एक कंपनी है जिसमें निम्नलिखित सुरक्षा नीति है एक प्रबंधक द्वारा बनाया गया एक दस्तावेज केवल कंपनी के अन्य प्रबंधकों द्वारा पढ़ा जा सकता है और किसी भी कर्मचारी को उस विशेष दस्तावेज़ को पढ़ने में सक्षम नहीं होना चाहिए किसी श्रमिक द्वारा बनाए गए दस्तावेज़ को केवल उस विशेष कंपनी में अन्य श्रमिकों द्वारा पढ़ा जा सकता है और किसी प्रबंधक के पास उस विशेष दस्तावेज़ को पढ़ने के लिए कोई पहुंच नहीं होनी चाहिए आगे दस्तावेजों के एक तीसरे वर्ग के बारे में जिसे सार्वजनिक दस्तावेजों के रूप में जाना जाता है इसलिए इन सार्वजनिक दस्तावेजों को दोनों प्रबंधकों और साथ ही श्रमिकों द्वारा पढ़ा जा सकता है अब आपको यह सोचना होगा कि आप इस विशेष कंपनी के लिए सुरक्षा वर्गों को कैसे परिभाषित करेंगे क्या इस विशेष सुरक्षा नीति को प्राप्त करने के लिए प्रवाह ऑपरेटर है आगे क्या शामिल होना चाहिए ऑपरेटर इस विशेष सुरक्षा प्रवाह नीति को प्राप्त करता है अब हम अनिवार्य अभिगम नियंत्रण तंत्र को देखेंगे इसलिए MAC या अनिवार्य अभिगम नियंत्रण तंत्र एक बहु स्तरीय सुरक्षा नीति या MLS नीति का सबसे सामान्य रूप है इस विशेष नीति में हम चार अभिगम वर्गों को परिभाषित करते हैं ये हैं शीर्ष गुप्त गुप्त गोपनीय और अवर्गीकृत तंत्र में प्रत्येक ऑब्जेक्ट को एक विशेष वर्गीकरण स्तर दिया जाता है जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे तंत्र या तो शीर्ष गुप्त गुप्त गोपनीय या अवर्गीकृत के रूप में वर्गीकृत कर सकता है इसी तरह उस प्रणाली के प्रत्येक सब्जेक्ट जैसे एक उपयोगकर्ता की तरह एक विशेष मंजूरी स्तर दिया जाता है इसलिए उदाहरण के लिए यदि कोई सब्जेक्ट उस प्रणाली में मौजूद है तो उस विषय को मंजूरी के आधार पर शीर्ष गुप्त गुप्त गोपनीय या अवर्गीकृत की मंजूरी का स्तर मिलता है और वर्गीकरण के स्तर को हम यह तय करने के लिए नियमों को परिभाषित कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकता है इसलिए MLS नीति बेल लाडपौला मॉडल के सबसे सामान्य रूपों में से एक है तो इसे बेल और लाडपौला द्वारा विकसित किया गया था और इसे 1974 में विकसित किया गया था इस विशेष मॉडल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उन लोगों के लिए जानकारी प्रवाहित न हो जिन्होंने स्तर को पार किया हो तो बेल लॉपैडुला मॉडल तीन गुण या तीन नियम प्रदान करता है तो बेल लॉपैडुला मॉडल अभिगम नियंत्रण के लिए पहला मॉडल है जो सहायक में सुरक्षा को औपचारिक रूप से साबित करने की अनुमति देता है यहाँ चार अभिगम तरीके read write append और execute होते हैं तो इन चार अभिगम तरीकों को सब्जेक्टों और ओब्जेक्टों के बीच परिभाषित किया जाता है दूसरे शब्दों में इन चार अभिगम तरीकों को मंजूरी स्तर और वर्गीकरण स्तर के लिए परिभाषित किया जाता है तो यह कहेंगे कि सब्जेक्ट एक के साथ कुछ मंजूरी स्तर पर एक निश्चित वर्गीकरण स्तर में ओब्जेक्टों तक पहुंच सकते हैं तो बेल लाडपौला मॉडल तीन अलग अलग विशेषताओं को परिभाषित करता है यह No Read Up या साधारण सुरक्षा विशेषता या SS विशेषता के रूप में भी जाना जाता है को परिभाषित करता है यह एक दूसरी विशेषता को No Write Down या स्टार विशेषता के रूप में भी परिभाषित करता है और अंत में यह विवेकाधीन सुरक्षा विशेषता को परिभाषित करता है जो अभिगम मैट्रिक्स के आधार पर हर अभिगम की मध्यस्थता करता है तो चलिए हम देखते हैं कि ये दोनों नीतियां No Read Up और No Write down क्या हैं निश्चित रूप से No Read up के साथ क्या होता है हम कहते हैं कि आपके पास गोपनीय स्तर के मंजूरी स्तर वाला एक सब्जेक्ट है तो No Read Up के साथ इसका अर्थ यह होगा कि यह विषय उच्च वर्गीकरण स्तर वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकता है तो उदाहरण के लिए यह सब्जेक्ट किसी भी गुप्त ऑब्जेक्ट या किसी भी शीर्ष गुप्त ऑब्जेक्ट को पढ़ने में सक्षम नहीं होगा दूसरी ओर इस विषय में जिसमें गोपनीय स्तर है उन सभी ओब्जेक्टों को पढ़ सकता है जिन्हें गोपनीय के साथ साथ उन सभी ओब्जेक्टों में वर्गीकृत किया जाता है जो अवर्गीकृत हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि सूचना प्रवाह केवल निम्न वर्गीकरण स्तर से उच्च वर्गीकरण स्तर तक सीमित है और इसके विपरीत नहीं इसके अतिरिक्त बेल लाडुपुला मॉडल में दूसरी विशेषता भी है जिसे नो राइट डाउन कहा जाता है इसलिए इस विशेष विशेषता का क्या मतलब है जबकि गोपनीय स्तर के मंजूरी वाले सब्जेक्ट गोपनीय स्तर या गुप्त स्तर या शीर्ष गुप्त स्तर में ओब्जेक्टों को लिख सकते हैं यह किसी भी अवर्गीकृत वस्तुओं के लिए लिखने में सक्षम नहीं होगा अब इस विशेष विशेषता को समझना थोड़ा मुश्किल है निश्चित रूप से हम यहां जो कुछ भी सीमित कर रहे हैं वह यह है कि एक निश्चित मंजूरी स्तर वाला उपयोगकर्ता उन ओब्जेक्टों पर अधिकार नहीं कर सकता है जो निम्न वर्गीकरण स्तर पर हैं दूसरी ओर यह विशेष सब्जेक्ट सभी वस्तुओं को उच्च वर्गीकरण स्तर पर लिख सकता है अब इस विशेष स्लाइड में हम देखेंगे कि बेल लाडुपुला मॉडल No Write Down को परिभाषित क्यों नहीं करता है आइए हम मानते हैं कि हमारे यहां एक प्रक्रिया है जो एक गोपनीय मंजूरी है इसका मतलब यह है कि यह विशेष प्रक्रिया उन वस्तुओं को पढ़ सकती है जिन्हें गोपनीय वर्गीकृत किया जाता है अब मान लेते हैं कि यह प्रक्रिया एक मैलवेयर या ट्रोजन से संक्रमित है जैसा कि हम जानते हैं कि जब यह ट्रोजन इसे निष्पादित करता है तो इसे अपनी मूल प्रक्रिया के सभी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं इस स्थिति में ट्रोजन गोपनीय की मंजूरी के साथ चलेगा इसलिए ट्रोजन सभी गोपनीय फाइलों को पढ़ सकता है अब ट्रोजन क्या कर सकता है यदि No Write Down नीति नहीं है तो ट्रोजन क्या कर सकता है कि वह इन गोपनीय फाइलों को वर्गीकृत स्तर पर लिख सकता है इस प्रकार हम देखते हैं कि जानकारी का गोपनीय से अवर्गीकृत तक प्रवाह है उच्च वर्गीकरण स्तर से निचले वर्गीकरण स्तर तक ऐसे प्रवाह को रोकने के क्रम में बेल लाडपूला मॉडल No Write Down नीति को परिभाषित करता है यहाँ पर ध्यान देने वाली एक अन्य बात यह है कि बेल लाडुपुला मॉडल उन फाइलों को लिखने से रोकता है जो निम्न वर्गीकरण स्तर पर हैं यह उच्च वर्गीकरण स्तरों पर फाइलों को लिखने से नहीं रोकता है तो सब्जेक्ट पर इसका मतलब गोपनीय की मंजूरी के साथ फाइल लिखना हो सकता है जो गुप्त और शीर्ष गुप्त हों हालांकि यह सब्जेक्ट अन्य फ़ाइलों को पढ़ने में सक्षम नहीं होगा तो बेल लॉपैडुला मॉडल में इस विशेष नियम को जोड़ा जाता है ताकि सुरक्षा के एक औपचारिक प्रमाण को प्राप्त किया जा सके तीसरी विशेषता जो बेल लाडपौला मॉडल को परिभाषित करती है वह DS विशेषता होती है जो विवेकाधीन अभिगम नियंत्रण के लिए होती है तो यह क्या कहता है कि भले ही आपके पास अनिवार्य अभिगम नियंत्रण या MAC स्तर परिभाषित हो फिर भी आपके पास आपके तंत्र में विवेकाधीन अभिगम नियंत्रण प्रक्रिया होनी चाहिए निश्चित रूप से MAC नियम विवेकाधीन अभिगम नियंत्रण नीतियों को अधिलेखित करता है एक उपयोगकर्ता अनधिकृत व्यक्तियों को डेटा नहीं दे सकता है अब विवेकाधीन अभिगम नियंत्रण नीतियां या सब्जेक्ट एक डॉक्यूमेंट में अभिगम कर सकते है जिसे वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए रखता हो लेकिन इसे केवल MAC नियमों का पालन करने की अनुमति देता है तो उदाहरण के लिए कहें किसी विशेष सब्जेक्ट को एक शीर्ष गुप्त मंजूरी स्तर के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि वह विशेष सब्जेक्ट दो फाइलों को पढ़ या लिख सकता है जो शीर्ष गुप्त के रूप में चिह्नित हैं अब बेल लॉपैडुला मॉडल में मौजूद विवेकाधीन अभिगम नियंत्रण यह अनुमति देगा कि यह विशेष शीर्ष गुप्त उपयोगकर्ता अभिगम मैट्रिक्स का उपयोग दूसरे को अधिकार प्रदान करने के लिए कर सकता है तो इसका क्या अर्थ है कि विवेकाधीन अभिगम नियंत्रण प्रक्रिया के साथ विशेष उपयोगकर्ता अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए शीर्ष गुप्त ऑब्जेक्ट के लिए अधिकार प्रदान कर सकता है हालांकि चूंकि MAC नियमों को भी पूरा करना पड़ता है जो कि No Write Down है और यहNo Read Up और No Write Down इसका मतलब यह होगा कि इस विशेष उपयोगकर्ता को केवल उन विषयों तक पहुंच प्रदान करनी है जो एक ही शीर्ष गुप्त स्तर पर हैं तो उदाहरण के लिए यह सब्जेक्ट किसी अन्य सब्जेक्ट पर पढ़ने की पहुंच प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा जिसे अवर्गीकृत के रूप में चिह्नित किया गया है तो मैं शीर्ष गुप्त के मंजूरी स्तर के साथ किसी अन्य सब्जेक्ट पर डॉक्यूमेंट के लिए पढ़ने का अभिगम देने में सक्षम नहीं होगा जिसके पास अवर्गीकृत का मंजूरी स्तर है तो यह सुनिश्चित करेगा कि तंत्र में विवेकाधीन अभिगम नियंत्रण प्रक्रिया मौजूद होने के बावजूद अनिवार्य अभिगम नियंत्रण प्रक्रिया विभिन्न मंजूरी स्तरों पर अनधिकृत प्रवाह को रोक सकेगा बेल लापदुला मॉडल की सीमाएँ इस प्रकार हैं पहले जैसे आपने देखा होगा कि बेल लापदुला मॉडल एक उपयोगकर्ता को गोपनीय की मंजूरी स्तर के साथ दो फ़ाइलों को लिखने के लिए अनुमति देता है जिसे गुप्त या शीर्ष गुप्त के रूप में चिह्नित किया गया है अब यह अखंडता के मुद्दों का कारण हो सकता है बेल लापदुला मॉडल केवल गोपनीयता के साथ सम्बद्ध है यह उपयोगकर्ताओं को सही स्थान स्तर के साथ सही मंजूरी स्तर पहुंच सही दस्तावेजों के साथ अनुमति देने के लिए प्रकल्पित है बेल लापैडुला मॉडल की एक और सीमा यह है कि जब स्तर में बदलाव होता है तो हम यह मान लेते हैं कि उपयोगकर्ता के पास किसी विशेष कंपनी के शीर्ष गुप्त की मंजूरी है अब कभी कभी हमें यह मान लेने के बाद कि उपयोगकर्ता कंपनी छोड़ देता है तो ऐसा क्या होना चाहिए कि उपयोगकर्ता को शीर्ष गुप्त से अवर्गीकृत मंजूरी में जाना चाहिए तो इससे गोपनीयता भंग हो सकती है इसका मतलब यह होगा कि कंपनी में मौजूद शीर्ष गुप्त जानकारी अब अवर्गीकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा अभिगम की जा रही है इसलिए बेल लाडपौला मॉडल इस उल्लंघन का पता लगाने में सक्षम नहीं होगा इसलिए एक अतिरिक्त नियम की आवश्यकता होगी जब भी स्तरों में बदलाव हो इसे प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त नियम है जिसे शान्तचित्तता विशेषता के रूप में जाना जाता है जो बेल लाडुपुला मॉडल के लिए परिभाषित किए जाते हैं शान्तचित्तता विशेषता के दो रूप हैं मजबूत शान्तचित्तता विशेषता और कमजोर शान्तचित्तता विशेषता एक मजबूत शान्तचित्तता विशेषता को परिभाषित किया जाता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तंत्र के जीवनकाल के दौरान सूचक पत्र नहीं बदलते हैं यदि विशेष सब्जेक्ट की मंजूरी कहें कि शीर्ष गुप्त है तो तंत्र की पूरी अवधि के लिए एक विशेष सब्जेक्ट शीर्ष गुप्त मंजूरी में रहेगा आगे भी इसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट को गोपनीय कहा जाता है तो वह ऑब्जेक्ट तंत्र के पूरे जीवनकाल के लिए गोपनीय रहेगा तो एक कमजोर शांतचित्तता विशेषता को सब्जेक्ट को निम्न रूप में परिभाषित किया गया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सूचक पत्र को इस तरह से नहीं बदलते हैं कि सुरक्षा नीति की मूल भावना का उल्लंघन हो अनिवार्य रूप से इस कमजोर शांतचित्तता विशेषता को हमारे सब्जेक्टों और ओब्जेक्टों को परिभाषित करना चाहिए कि स्तर बदल सकता है ताकि बेल लाडुपुला गुणों का उल्लंघन न हो जबकि इस मजबूत शांतचित्तता विशेषता के साथ तंत्र की सुरक्षा को आसानी से पूरा किया जा सके जिससे सुरक्षा कमजोर शांतचित्तता विशेषता के साथ बहुत अधिक कठिन साबित हो बेल लाडुपुला मॉडल की एक अन्य सीमा गुप्त चैनलों के संबंध में है तो हम आपको बता दें कि आपके पास यह विशेष प्रक्रिया है जो गोपनीय मंजूरी के साथ चल रही है अब बेल लाडपूला मॉडल इस विशेष प्रक्रिया या किसी ट्रोजन को सुनिश्चित करेगा कि इस विशेष प्रक्रिया के भीतर जानकारी को हस्तांतरित नहीं किया जाता है जो कि अवर्गीकृत स्तर पर गोपनीय है हालांकि इसके बावजूद जगह जगह संचार में बेल लाडुपुला मॉडल अभी भी हो सकता है तो यह गुप्त चैनलों के रूप में जाना जाता है तो गुप्त चैनल निश्चित रूप से संचार के लिए एक चैनल है जो प्रारूप द्वारा अभिप्रेत नहीं है उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता page faults file lock cache memory branch predictors और अन्य इसी तरह गुप्त चैनल के रूप में उपयोग किये जा सकता है तो ये चैनल यद्यपि वे अत्यधिक गलत हो सकते हैं अभी भी एक वर्गीकरण स्तर से दूसरे अनधिकृत वर्गीकरण स्तर तक बेल लाडपौला मॉडल प्रेरित या किसी अन्य ऐसे MLS मॉडल चापाकार से प्रेरित जानकारी को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है बाद के व्याख्यान में हम एक गुप्त चैनल का एक उदाहरण देखेंगे और यह भी देखेंगे कि कैसे एक गुप्त चैनल कार्य करता है तो अब MLS मॉडल के एक अन्य उदाहरण को देखेंगे तो इसे Biba मॉडल के रूप में जाना जाता है और निश्चित रूप से यह Bell LaPadula मॉडल का विपरीत है जबकि Bell LaPadula मॉडल केवल गोपनीयता से संबंधित है और अखंडता की चिंता नहीं करता है दूसरी ओर Biba मॉडल मुख्य रूप से अखंडता से संबंधित है इसलिए बिबा मॉडल की मुख्य भूमिका अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को किसी ऑब्जेक्ट में संशोधन करने से रोकने के लिए है Biba विशेषता 1975 में Kenneth J Biba द्वारा प्रस्तावित की गई थी और यह DS नियम के अलावा दो नियमों को परिभाषित करती है पहला नियम no read down या सरल अखंडता प्रमेय है जबकि दूसरा no write up या स्टार अखंडता प्रमेय है तो सरल अखंडता प्रमेय के साथ एक विशेष सब्जेक्ट एक निश्चित मंजूरी के साथ ओब्जेक्टों को पढ़ सकता है जो एक मंजूरी पर हैं यह उसी मंजूरी पर वस्तुओं को भी पढ़ सकता है और यह न्यून मंजूरी पर ओब्जेक्टों पर लिख सकता है तो आप सूचना प्रवाह का मार्ग देखते हैं सूचना प्रवाह उच्च मंजूरी स्तर से न्यून मंजूरी स्तर तक जा सकता है दूसरी ओर Biba विशेषता क्या अनुमति नहीं देता है no read up और the no write up दूसरे शब्दों में Biba मॉडल सूचना के प्रवाह को निचले स्तर से उच्च स्तर तक रोक देगा तो Biba मॉडल read down को क्यों रोकता है निश्चित रूप से यदि read down की अनुमति है तो एक उच्च अखंडता ऑब्जेक्ट को न्यून अखंडता दस्तावेज़ द्वारा संशोधित किया जा सकता है तो उदाहरण के लिए हमें बताएं कि हमारे पास जनरल कप्तान और निजी की तरह एक पदानुक्रम है तो जब आप इस पर Biba मॉडल लागू करते हैं जो एक ऐसा दस्तावेज बनाया गया है तो हम कहते है कि जनरल को निचले स्तर पर सभी सब्जेक्टों के लिए पठनीय होना चाहिए इसके अलावा Biba मॉडल no read down के लिए विशेषता को परिभाषित करता है तो इसका मतलब यह है कि कप्तानों द्वारा बनाई गई फ़ाइल को जनरल द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता है तो Biba मॉडल जैसा कि कई ऑपरेटिंग सिस्टमों में अपनाया जाता है निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि तंत्र फाइलें तंत्र के सभी उपयोगकर्ताओं द्वारा पढ़ी जा सकती हैं हालांकि तंत्र फाइल को किसी भी कमजोर वर्ग के उपयोगकर्ताओं द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकेगा इस पाठ्यक्रम के अगले व्याख्यान में हम गुप्त चैनलों के बारे में अधिक जानकारी देखेंगे हम एक कैश गुप्त चैनल का एक उदाहरण लेंगे और देखेंगे कि कैसे जानकारी एक इकाई से दूसरी इकाई में अनधिकृत तरीके से प्रवाह कर सकती है